अब मैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करूँगा यह न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का सेट अप है जैसा मैंने आपको दिखाया था यह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और यह ग्लास प्लेट है यह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के कॉम्बिनेशन का सेट अप है यह पार्ट यह ग्लास प्लेट है 45 डिग्री पर इस सेट अप में यहाँ से हम ग्लास प्लेट का एंगल चेंज कर सकते हैं मैंने इसे न्यूटन्स रिंग्स ऑब्ज़र्व करने के लिए सेट किया है पहले मैं आपको रिंग्स दिखाता हूँ फिर मैं इसे डिस्टर्ब करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा यह सोडियम सोर्स है इस सोडियम सोर्स के सामने एक लेंस है इस सोडियम सोर्स से लाइट लेंस के थ्रू आती है और 45 डिग्री पर रखी ग्लास प्लेट पर गिरती है इससे रिफ्लेक्ट होकर रेज़ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट सेट अप पर नॉर्मल इंसिडेंट होती हैं यह बहुत सिंपल सेट अप है हमें पहले क्या करना है हमें पहले इसे सेट करना है इसे सेट करने के लिए हमने यह सोर्स लिया है अब मैं पैरेलल रेज़ लेने के लिए इसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रखता हूँ ये पैरेलल रेज़ आ रही हैं यह ग्लास प्लेट है मैं इसे रोटेट करूँगा और फ्रिंज देखूंगा मुझे ग्लास प्लेट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखना है जिससे मैं क्लियर और डिस्टिंक्ट फ्रिंज देख पाऊं इसका मतलब है कि यह 45 डिग्री एंगल पर सेट हो गया है ये पैरेलल रेज़ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के सेट पर परपेंडिकुलर होंगी इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम फ्रिंजेस देखेंगे हमें न्यूटन्स रिंग्स का डायमीटर मेजर करना है यह स्केल है जो हम इस्तेमाल करेंगे इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं इस ट्रांसलेशनल मोशन से मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ इसके सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स हैं प्रत्येक एक टर्न में यह 1 mm मूव करता है मतलब लीस्ट काउंट 001 mm होगी यह एकदम स्क्रू गेज जैसा है यह हम रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे अब अगर हम माइक्रोस्कोप मे देखें हमें न्यूटन्स रिंग्स दिखाई देंगी क्यूंकि इसे हमने उस कंडीशन पर सेट किया है इसे माइक्रोस्कोप से सीधे देखने की बजाए हम इसे मोबाइल कैमरा से देखेंगे हम ये फ्रिंज देख सकते हैं यह क्रॉस वायर है यह रिंग्स हैं यह सेंट्रल ब्रॉड डार्क फ्रिंज है फिर हम सेन्टर से बाहर की ओर आएँगे और हमें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क कन्सेन्ट्रिक रिंग्स मिलेंगी हम यहाँ से इन्हें काउंट करेंगे ब्राइट 1 2 3 4 5 अप टू 10th यह n10th है फिर हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे हम लेफ्ट साइड में ब्राइट फ्रिंज की पोसिशन्स पर रीडिंग लेंगे और राइट साइड जाकर भी हम 10 फ्रिंजेस की रीडिंग लेंगे हमें पता है इन रिंग्स का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करना है हम वही करेंगे अब मैं आपको इस ग्लास प्लेट का एंगल चेंज करके दिखाऊंगा आप देखें कैसे यह फ्रिंज वेनिश होती है अगर मैं एंगल 45 डिग्री से चेंज करता हूँ देखिये यह अब 45 डिग्री पर नहीं है और फ्रिंजेस वेनिश हो गई अब मैं धीरे धीरे इसे वापस 45 डिग्री पर लाता हूँ और देखिये कैसे डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस वापस बन जाती हैं हम इसकी पोजीशन भी शिफ्ट कर सकते हैं हम इसे इस ओर मूव कर सकते हैं यह बहुत सेंसिटिव है इस माइक्रोमीटर को घुमाकर हम क्रॉस वायर को फ्रिंज नंबर 1 2 इत्यादि पर ले जा सकते हैं कैमरे से इसे देखना मुश्किल है परन्तु माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं और हम यह एक्सपेरिमेंट करते हैं अब मैं इस माइक्रोस्कोप से देखूंगा और फ्रिंजेस को डिस्टिंक्ट बनाऊंगा अभी हमने जो कैमरे में देखी अब यह ज्यादा क्लियर हैं यह कॉन्वेक्स लेंस है यह लाइट सोर्स कैबिनेट में होल है जिसमें से लाइट आ रही है हम इस लेंस को यहाँ रखेंगे हमें डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस के लिए पैरेलल रेज़ चाहिए मैं सोर्स से इसकी पोजीशन एडजस्ट करूँगा जिससे हमें डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस मिल जाएं इसका मतलब है सोर्स लगभग इस लेंस के फोकल पॉइंट पर है और पैरेलल रेज़ आ रही हैं यह ग्लास प्लेट पर आ रही हैं मेरे पास इसका एंगल चेंज करने का ऑप्शन है मुझे यह भी सेट करना है अब मैं इसे डिस्टर्ब करता हूँ यहाँ हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट को नहीं देख पाएंगे क्यूंकि रेडियस ऑफ़ कर्वेचर बहुत कम है ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दोनों के आउटर सरफेस प्लेन हैं कर्व्ड नहीं है कर्व्ड अंदर की तरफ है इसी कारण इसे देखना मुश्किल है परन्तु यह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट का कॉम्बिनेशन है इन्हें देखना मुश्किल है क्यूंकि रेडियस ऑफ़ कर्वेचर बहुत कम है और ये ट्रांसपेरेंट हैं यह हम यहाँ रख देते हैं लाइट सोर्स से हॉरिजॉन्टल लाइट आ रही है हम इसे 45 डिग्री पर रखी ग्लास प्लेट से इसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के सेट अप पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराएंगे एयर फिल्म के ऊपर वाले कर्व्ड सरफेस और और नीचे वाले सरफेस से दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ के इंटरफेरेंस से फ्रिंजेस की इमेज बनेगी ये दोनों रेफ्लेक्टेड रेज़ वर्टिकली ऊपर की ओर जाएंगी और इंटरफेयर करेंगी इस इंटरफेरेंस पैटर्न को मैं इसके थ्रू देख रहा हूँ मैं इसे सेन्टर में लाऊंगा मुझे ये फ्रिंजेस वापस मिल गई हैं जैसी मैंने आपको मोबाइल कैमरे में दिखाई थी अब हमें क्या करना है हमें हॉरिजॉन्टल स्केल की लीस्ट काउंट नोट करनी है हॉरिजॉन्टल स्केल जो एक माइक्रोमीटर है उस का लीस्ट काउंट हम निकालेंगे जैसा कि मैंने बताया यह मेन स्केल में अभी 25 पर है अब मैं इसे रोटेट करूँगा अगर मैं इसे पूरा एक रोटेशन देता हूँ तो सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स रोटेट होगा और यह अब मेन स्केल में 26 हो गया है एक कम्पलीट रोटेशन यानि 100 डिवीजन्स के रोटेशन से मेन स्केल में एक मिलीमीटर का शिफ्ट हुआ है तो लीस्ट काउंट 1 mm100 होगी यह मैं नोट कर लेता हूँ रीडिंग्स हमें मिलीमीटर में लिखनी हैं तो लीस्ट काउंट भी मैं मिलीमीटर में लिख लेता हूँ यह ऑब्जरवेशन टेबल है जिसका टाइटल है न्यूटन्स रिंग्स के डायमीटर का मेजरमेंट न्यूटन्स रिंग्स नंबर इनिशियली हम n लेंगे जैसा कि मैंने बताया कितनी फ्रिंजेस हैं यह बताना मुश्किल है इसलिए हम क्या करेंगे हम सेन्टर से बाहर की ओर मूव करेंगे और फ्रिंजेस को नंबर देंगे n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगा मैं n10 रिंग पर रीडिंग लूंगा मैं इसे मूव करता हूँ और n10 रिंग पर जाऊँगा मैं इसे ले जाता हूँ n1 पर फिर n2 फिर n3 फिर n4 फिर n5 फिर n6 फिर n7 फिर n8 फिर n9 फिर n10 th रिंग पर यह पोजीशन लेफ्ट साइड में है मैं इस ओर मूव करूँगा मेरी तरफ से ये लेफ्ट पोजीशन है एक्सपेरिमेंट में यह उल्टा होगा परन्तु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह सेन्टर से सिमेट्रिक है मैं इसकी रीडिंग नोट करता हूँ इसे देखने के लिए मैं लेंस का इस्तेमाल करूँगा यह रीडिंग है 21 और मिलीमीटर में यह 21 मिलीमीटर होगा मैं इसे लिखता हूँ 21 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल है में 43 डिवीजन्स तो टोटल होगा 21 प्लस लीस्ट काउंट इनटू 43 मतलब 2143 मिलीमीटर अब मैं वापिस दूसरी ओर मूव करूँगा हमें इसे लूज़ नहीं करना है अब मैं n9th रिंग पर हूँ मैं फिर रीडिंग नोट करूँगा और इसे 8th रिंग पर सेट करूँगा फिर 7 पर फिर 6 पर इस प्रकार मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और प्रत्येक रिंग पर मेजरमेंट लूंगा फिर मैं सेन्टर के दूसरी ओर जाऊंगा मैं n1 पर रीडिंग लूंगा अब मैं दूसरी ओर हूँ मैं यहाँ n1 पर रीडिंग लूंगा फिर मैं n2 के ओर मूव करूँगा यह क्रॉस वायर हमें सर्किल पर टैनजैनसियली सेट करना है और हम डायमीटर के अलोंग मूव करेंगे इसके लिए अगर हम सेन्टर से लाइन ड्रा करेंगे यह डायमीटर होगा इस डायमीटर के अलोंग हम क्रॉस वायर मूव करेंगे और वर्टिकल क्रॉस वायर को रिंग्स पर टेंजेंट बनाकर सेट करेंगे और डायमीटर के अलोंग मूव करेंगे इस प्रकार हम फ्रिंज नंबर 2 पर सेट करेंगे फिर 3 पर फिर 4 पर इस प्रकार हम 10 तक जाएंगे और रीडिंग लेंगे इसी प्रकार हम दूसरी ओर की भी रीडिंग्स लेंगे फिर हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हमें पता है यह कैसे करना है एक रीडिंग है R1 और दूसरी है R2 इन दोनों का डिफरेंस हमें n10th रिंग का डायमीटर देगा ऐसे ही हम n9th रिंग के लिए भी करेंगे फिर अगली n8th रिंग होगी इस कॉलम में डायमीटर का स्क्वायर है और इसमें दो रिंग्स के डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस जैसा मैंने बताया हम n10 और n1 रिंग्स के डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे फिर Dn9 और Dn1 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे इस तरह हम सभी रिंग्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे आगे होगा Dn8 और Dn1 का डिफरेंस फिर Dn7 और Dn1 का डिफरेंस इस प्रकार हम 10 th के लिए 9th रिंग के लिए 8th रिंग के लिए डायमीटर का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं अब हम Dnm वर्सस m के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे हमें क्या मिल रहा है हमें प्लॉट में Dn स्क्वायर वर्सेज m में बीच में ग्राफ मिल रहा है बिग्गर रिंग्स का डायमीटर यहाँ आएगा और स्माल का यहाँ इस प्रकार हमें एक स्ट्रैट लाइन मिलेगी हमें इस प्रकार की स्ट्रैट लाइन मिलेगी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप डिवाइडेड बाई 4 इनटू लैम्डा है कैपिटल R और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है ऐसे हम R कैलकुलेट कर सकते हैं यह ग्राफिकल मेथड है यह बैस्ट मेथड है अदरवाइज हम इंडिविजुअल Dn स्क्वायर से भी लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं प्रत्येक के लिए कैलकुलेट करो और लैम्डा का एवरेज निकाल लो अब हम एरर निकालेंगे हमें केवल लीस्ट काउंट पता होना चाहिए यह है 001 मिलीमीटर इस ग्राफ से हम n10 और n1 के कोरेस्पोंडिंग एरर निकाल सकते हैं ग्राफ से कैलकुलेट की गयी एरर एवरेज एरर होगी अदरवाइज एक पर्टिकुलर डाटा के लिए हमें एक एक डाटा पर एरर कैलकुलेट करना होगा यह बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है फ्रिंजेस पाना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लेते वक़्त भी हमें रिंग्स को ट्रैक करना होगा रीडिंग लेते वक़्त फ्रिंज नंबर ट्रैक करना बहुत जरुरी है क्यूंकि जेनेरेली हम यहाँ मिस्टेक करते हैं हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं तब इन्हे प्रॉपर्ली काउंट करना है और हम जो रीडिंग्स ले रहे हैं 10 th पर 9 th पर या 8 th पर ये सभी रीडिंग्स बहुत क्लोज हैं इनमें जो भी चेंज है वह सर्कुलर स्केल में ही मिलेगा इसलिए हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग बहुत केयरफुल लेना है इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है रेडियस ऑफ़ कर्वेचर की वैल्यू कम्पनी द्वारा दी गई वैल्यू के बहुत क्लोज होती है यहाँ हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप और ग्लास प्लेट के साथ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और रेज़ को नॉर्मली इंसिडेंट करने के लिए एक ग्लास प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं इस केस में हम देखते हैं कि एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन कांस्टेंट है यह फ्रिंजेस हमें थिकनेस वेरिएशन के कारण मिल रही हैं हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी डेमोंस्ट्रेटे करेंगे जिसमे थिकनेस कांस्टेंट होगी और फ्रिंजेस एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन के वेरिएशन के कारण बनेंगी हमें एक वेरिएशन की आवश्यकता है जेनेरली हमारे पास 2dsin थीटा या 2t cos थीटा इस टाइप के अलग अलग रिलेशन्स होते हैं DOT मतलब distance or theta थीटा मीन्स एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन दोनों में से एक वैरी करना चाहिए अगर थिकनेस वैरी करती है तो इंक्लिनेशन कांस्टेंट होना चाहिए और अगर एक्सपेरिमेंट में इंक्लिनेशन वैरी करता है तो थिकनेस कांस्टेंट होनी चाहिए मैं यहाँ रुकता हूँ आपकी अटेंशन के लिए धन्यवाद्